नमस्ते इस विशिष्ट प्रयोग शाला में आपका स्वागत है इस कक्षा में हम आपको एक विशेष प्रकार का सेंसर दिखायेंगे जिसे इन्फ्रारेड सेंसर अथवा IR सेंसर भी कहते हैं और हम आपको IR सेंसर का अनुप्रयोग दिखायेंगे साथ ही यह भी बतायेंगे कि यह कितनी दूरी तक कार्य कर सकता है और किस तरह की सतहों पर इसका उपयोग नही किया जा सकता है उदाहरन के लिए अगर आप एक काली सतह ले तो आप इस पर IR सेंसर का उपयोग कर सकते हैं या नही इस प्रयोग कक्षा में आप देखेंगे कि जब विद्यार्थी अपना स्थान परिवर्तन करता है तो स्त्रोत तथा परावर्तन सीमा के बीच की दूरी पर आधारित परिवर्तन भी बदलते हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम आपको दिखायेंगे कि यदि आप पदार्थ का प्रकार बदलते हैं तो परावर्तन गुण भी बदल जायेंगे तो इस प्रयोग कक्षा का आनन्द ले और मै आपसे अगले मोड्यूल में मिलूँगा अलविदा अब हम IR आधारित दूरी सेंसर की चर्चा करेंगे तो हमारे आप् यहाँ एक अन्य प्रकार का सेंसर है अब हम यहाँ इसकी चर्चा करेंगे तो जैसा कि आप दायीं हाथ की तरफ देख सकते हैं कि मैं आपको इसका कार्यकारी सिद्धांत दिखाऊंगा तो यहाँ क्या होता है कि आप यहाँ दो LEDs देख दकते हैं एक काले रंग से लिप्त है तथा दूसरी पारदर्शी सफ़ेद है ये दोनों एक साथ मिलकर ट्रांसमीटर बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि IR सेंसर जो यहाँ काम कर रहा है उसमे एक ट्रांसमीटर के पास आ जाता हैं तो परावर्तन पर आधारित रिसीवर पर परावर्तित नही करेगा मै इन दोनों उदाहरनो को प्रदर्षित करूंगा तो यह IR का कार्यकारी सिद्धांत है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ट्रिमर है यह पहचानने अर्थात डिटेक्ट करने कि सीमा को निश्चित करता है तो यहाँ यह सेंसर मोड्यूल है यह एक कार्यकारी सिद्धांत है परन्तु यह व्यावसायिक सेंसर है जिसके कार्यशैली का प्रदर्शन हम आपको यहाँ दिखायेंगे यह LM 393 डिफरेनशियल कमपेरेटर ऑनबोर्ड है तो यहाँ क्या होता है कि जब रिसीवर पर परावर्तित प्रकाश पढता है तो यह उसकी तीव्रता को मापता है और उस ट्रिमर का उपयोग से तीव्रता के आधार पर थ्रेशोल्ड दिया जाता है तो यह सेंसर मोड्यूल या तो हाई लेवल मोड पर कार्य करता है तो सक्रीय अर्थात एक्टिव मोड आपके घर में बिना आपके संज्ञान के आ जाये तो वह व्यक्ति जैसे ही इस प्रकाश को पार करेगा तो यह बज़र शोर मचा सकता है इसी प्रकार आपने देखा होगा कि रोबोट्स अवरोधों से दूर रहता हैं क्योकि इनमे इस प्रकार के सेंसर लगे होते हैं तो जब ये किसी दीवार या अन्य अवरोध' की तरफ बढ़ते हैं तो प्रकाश परावर्तित होता है और जिससे रोबोट्स समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक अवरोध है और वे अपना रास्ता बदल सकते हैं तो 35 डिग्री पहचानने का उच्चतम कोण है जिसके पार यह डिटेक्ट नही कर सकता तो मै आपको इसकी कार्यशैली दिखाऊंगा यहाँ आप एक सेंसर देख सकते हैं जिस पर हमने अभी चर्चा की और जैसा कि मैंने आपको दिखाया यह ट्रिमर है जिसका उपयोग थ्रेशोल्ड को निश्चित करने के लिए किया जाता है यह रिसीवर LED में पिन्स तथा दूसरी चीज़ों की व्याख्या कर दूंगा तो जैसा कि आप देख सकता हैं आर्द्युईनो कोड जो कि पिन नम्बर तीन से जुडा है इसीलिए सेंसर पिन इनपुट है वोयड लूप ले रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पूर्ण संख्या क्यों ली है और सेंसर वैल्यू का उपयोग भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं मैं यहाँ फंक्शन क्योंकि मैंने आपको बताया है कि तो सेंसर लो के रूप में सक्रिय रहेगा इसका मतलब है कि अगर सेंसर कुछ भी डिटेक्ट नही के रहा है तो डीफौल्ट रूप से यह हाई हि रहेगा तो अगर यह कुछ भी नही पहचान पा रहा है तो हमे बजर की आवाज़ की कोई आवश्यकता नही है तो मैंने इसे ऐसा किया है तो अगर यह कुछ भी पहचान नही पा रहा है तो यह उच्च आउटपुट को कम रखा है इसका मतलब यह है कि अगर सेंसर का मान कम है तो मैं बज़र पिन को उच्च अर्थात हाई रखूँगा तो मैं कोड को पर अरडूयुइनो ड्यू कर रही है और उसी समय बजर भी आवाज़ कर रहा है तो यह इस दूरी से पहचान पा रहा है तो मैं पोटेनशियों मीटर अथवा ट्रिमर को एडजस्ट कर सकता हूँ तो जब मान अर्थात वैल्यू को बहुत कम रखता हूँ तो यह आवाज़ करता है जिसका मतलब यह है कि हमने इसके मान अर्थात वैल्यू को बहुत कम रखा है अगर हम सीमा को बढ़ाते हैं तो यह बिलकुल भी पहचान नही पा रहा है क्योंकि यह बहुत अधिक है तो हमे इसे मध्य की किसी वैल्यू पर एडजस्ट करना होगा जिससे कि यह पहचान पाए टाब मैंने इस वैल्यू को काम कर दिया है शुरुआत में यह कुछ यहाँ थी और आपको दर्शाने के लिए मेरे पास एक और उदाहरन है जैसा कि मैंने आपको बताया कि वस्तु का रंग भी महत्वपूर्ण है तो यहाँ मेरे पास एक काले रंग का फ़ोन हैजिसकी सतह काली है अगर मै आपको दिखाऊ तो यह इसे पहचान अर्थात डिटेक्ट नही रही है क्योंकि काली सतह परावर्तित नही करती है मै जिन हरे रंग के दस्तानो का उपयोग करा हूँ वे अभी भी इसे परावर्तित कर रहे हैं और सफेद सतह भी परावर्तित कर रही है परन्तु काला मोबाइल परावर्तित नही कर रहा है इसीलिए यह दर्शाता है कि जब सफेद या परावर्तित सतह के किसी वस्तु या अवरोध पर IR पढ़ती हैं तो इसका उपयोग किया जा सकता है